35 वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में मैं दो संचार प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करूंगा एक है GSM और दूसरा है ब्लूटूथ GSM का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है GSM एक डिजिटल मोबाइल नेटवर्क है जो मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है यह टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी TDMA की भिन्नता का उपयोग करता है GSM आंकड़ों को डिजिटाइज़ और कम्प्रेस करता है फिर यह इसे उपयोगकर्ता के आंकड़े की दो अन्य धाराओं के साथ एक चैनल पर भेज देता है वह भी प्रत्येक को अपने समय स्लॉट में इसका मतलब है कि यह आंकड़ों को डिजिटाइज़ करता है इसे कंप्रेस करता है और एक चैनल के माध्यम से भेजता है जहां दो अन्य आंकड़े भी बढ़ रहे हैं इसलिए वे उस चैनल को टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का उपयोग करके साझा कर रहे हैं GSM अन्य तकनीकों के साथ मोबाइल दूरसंचार के विकास का हिस्सा है जिसमें कई अन्य प्रोटोकॉल भी शामिल हैं जैसे कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यानी GPRS पैकेट डेटा भेजने के लिए एन्हांस्ड डेटा जीएसएम एनवायरनमेंट यानी एज और यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस यानी यूएमटीएस हमारे मामले में हमने माइक्रोकंट्रोलर से SMS को किसी अन्य मोबाइल यंत्र पर प्रसारित करने के लिए और किसी अन्य मोबाइल यंत्र से SMS को प्राप्त करने के लिए GSM का उपयोग किया है जो कि माइक्रोकंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ है तो ये दो चीजें हैं जो हमने प्रयोग में दिखाई हैं लेकिन अन्य चीजें भी की जा सकती हैं आप GPRS के माध्यम से एक पैकेट भेज सकते हैं इसलिए उसी तरह आपको अपने GSM से काम लेना होगा आपको GPRS के माध्यम से आंकड़े बनाने या भेजने के लिए विशेष कमांड का उपयोग करना होगा यह मूल रूप से जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर है यह MS का मतलब मोबाइल स्टेशन है और यह दो अंगों से मिलकर बना है एक मोबाइल उपकरण है और दूसरा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम है BTS का मतलब बेस ट्रांसीवर स्टेशन है आप देखते हैं कि यह एक व्यक्ति है तो यह एक सेल है इस सेल में आपके पास एक BTS है आपके पास एक और सेल है जहां आपके पास एक और BTS है और इसका उपयोग किया जाता है और इसमें उच्च गति ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं और यह दो चैनल प्रदान करता है एक सिग्नलिंग आंकड़ों के स्थानांतरण के लिए सिग्नलिंग और अन्य आंकड़ा चैनल के लिए फिर हमारे पास बेस स्टेशन कंट्रोलर यानी BSC है और आप देखते हैं कि यह आधार दो BTS के साथ जुड़ा हुआ है तो यह बेस स्टेशन कंट्रोलर कई BTS को नियंत्रित करता है आपके पास यहां एक BTS है यहां एक BTS है जिसे इस BSC द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे आप देख सकते हैं और यह BTS के लिए रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट समय और आवृत्ति तुल्यकालन संकेतों को भी प्रदर्शन करता है इसलिए हमारे पास मोबाइल स्टेशन हैं इनमें से प्रत्येक को इस सेल में एक BTS मिला है और बहुत सारे BTS जो विभिन्न प्रकार के सेल में हैं BSC या बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं आगे हम इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी MSC को देखते हैं पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क यानी PLMN का स्विचिंग नोड रेडियो संसाधनों के आवंटन और स्थान पंजीकरण आदि जैसे ग्राहकों की गतिशीलता का प्रबंधन करता है और इस PLMN में कई MS हो सकते हैं आपके पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क में इस तरह के कई MSC हो सकते हैं फिर आपके पास एक GMSC है जो कि गेटवे एमएससी है आप देखें कि इस MSC गेटवे के साथ जुड़ा हुआ है तो आपके पास यह गेटवे एमएससी है जो मोबाइल नेटवर्क को एक निश्चित नेटवर्क से जोड़ता है और हम अक्सर कहते हैं कि हम घर पर हैं या हम घूम रहे हैं इस के लिए HLR या होम लोकेशन रजिस्टर और दूसरा VLR या विजिटर लोकेशन रजिस्टर का उपयोग किया जाता है ये इस GSM के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और यह MSC इस HLR के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है और इस VLR में अस्थायी जानकारी होती है जब आप A स्थान से जो कि आपके घर का स्थान है B स्थान को चलते हैं जो कि आगंतुक का स्थान है वहाँ हमारे पास यह आगंतुक रजिस्टर है इसमें उन मोबाइल ग्राहकों के बारे में अस्थायी जानकारी शामिल है जो अभी उस MSC सेवा क्षेत्र में स्थित हैं परंतु जिनके HLR कहीं और है लेकिन यह अब अन्य स्थान के लिए एक आगंतुक है तो यह वही है जिसमें मैंने पहले ही मोबाइल स्टेशन बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी BTS बेस स्टेशन कंट्रोलर के बारे में चर्चा की है मोबाइल स्विचिंग सेंटर एक गेटवे एमएससी जो कि गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर है होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर जिसके बारे में मैं पहले से ही चर्चा कर चुका हूं अब यह एक महत्वपूर्ण बात है कि GSM पहचानकर्ता क्या हैं एक GSM की पहचान कैसे की जाती है इसे कुछ अनोखी पहचान मिली है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी पहली संख्या पे है जिसे IMSI कहा जाता है यह सेवा प्रदाता द्वारा दी गई एक अद्वितीय 15 अंकों की संख्या है तो आप असल में किसी सेवा प्रदाता से सेवा ले रहे हैं यह उनके द्वारा स्वदेश कोड सहित सौंपी गई है जब आप किसी अन्य देश में जाते हैं और आप इसका उपयोग करते हैं तो उस विशिष्ट देश कोड को इसके साथ जोड़ा जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI अगली संख्या पर है यह उपकरण निर्माता द्वारा दी गई एक अद्वितीय 15 अंकों की संख्या है जब निर्माता उस विशेष यंत्र का निर्माण करता है तो वह उसे एक विशिष्ट संख्या देता है जिसे IMEI नंबर कहते है तब एक टेंपरेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आईडेंटिटी हो सकती है जो एक 32 बिट की संख्या है जिसे तब सौंपा जाता है जब आप VLR के क्षेत्र के भीतर एक मोबाइल स्टेशन की विशिष्ट पहचान करने के लिए VLR द्वारा किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं इसलिए यह इस बात पर भी नज़र रखेगा कि दूसरे क्षेत्र के कितने लोग यहाँ चल रहे हैं वे उन मोबाइलों को प्राप्त करने के लिए यह 32 बिट संख्या देते हैं जो वहां चल रहे हैं अब इन एटी कमांड्स का उपयोग जीएसएम मॉड्यूल को सेट करने के लिए किया जाता है जीएसएम मॉडम जिसका उपयोग हम एटी कमांड्स के इस्तेमाल मे करेंगे जिसे हमने अपने कोड में भी इस्तेमाल किया है जब हम आपको अगला दिखाते हैं मॉडेम की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने के लिए एटी कमांड्स का उपयोग किया जाता है और GSM या जीपीआरएस मॉडेम वाले इन कमांड्स का उपयोग निम्नलिखित सूचना और सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है मॉडेम और सिम कार्ड से संबंधित निम्नलिखित जानकारी और कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं जानकारी क्या है मेरा मतलब है कि हम किस प्रकार के सिम कार्ड का MODEM आदि से संबंधित अन्य कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं SMS सेवा MMS सेवा फैक्स सेवा और निश्चित रूप से मोबाइल नेटवर्क पर आंकड़े और वॉयस लिंक तो यह इन सभी सेवाओं को प्रदान करता है हमारे मामले में हमने SMS सेवा का उपयोग किया है आप पैकेट भेजने के लिए भी GPRS सेवा का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमारे मामले में हम आपको दिखाएंगे कि हम SMS सेवा का उपयोग कैसे कर सकते हैं यह सिम900ए जीपीएस जीपीआरएस मॉडेम है तो आप देखते हैं कि चिप क्षेत्र के लिए यह जैसी भी चिप है और यह सिम900 है जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सिम900ए एक क्वाड बैंड जीपीएस GPRS इंजन है जो चार आवृत्तियों 850 मेगाहर्ट्ज़ 900 मेगाहर्ट्ज़ 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है और यह पीसी के सीरियल पोर्ट पर सीधे हस्तक्षेप कर सकता है बॉड रेट को एटी कमांड के माध्यम से 9600 से 115200 तक कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कनेक्शन काफी सीधा है डिजिटल पिन आरएकसडी और TXD जो कि रिसीवर और ट्रांसमीटर हैं डिजिटल पोर्ट लाइनों से जुड़े हुए हैं हम देखेंगे कि हमने कैसे जोड़ा है एक एडाप्टर के माध्यम से एक बाहरी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है और निश्चित रूप से अन्य सर्किट के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन की आवश्यकता होती है इस तरह से कनेक्शन चल जाता है यह आर्डयूनो बोर्ड है यह 5 वोल्ट पिन है जो कि GSM 5 वोल्ट पिन से जुड़ा है और यह ग्राउंड के लिए है जो GSM की ग्राउंड से जुड़ा है और इस GSM के रिसीवर को इस पिन के ट्रांसमीटर से जोड़ना चाहिए और इस पिन के ट्रांसमीटर को इस आर्डयूनो बोर्ड के रिसीवर पिन के साथ जोड़ना चाहिए हमें इस विशेष बात को समझना चाहिए जब भी मैं कहता हूं कि यह कुछ आंकड़े भेजेगा यह कुछ आंकड़े प्राप्त करेगा यह कुछ आंकड़े भेजेगा और यह उन आंकड़ों को प्राप्त करेगा तो एकतरफ़ा संचार यहां से यहां तक होगा एकतरफ़ा संचार यहां से यहां तक होगा तो वैसे ही इस आर्डयूनो बोर्ड का TX पिन इस सिम मॉड्यूल के RX पिन से जुड़ा होना चाहिए और आर्डयूनो के RX पिन को इस विशेष मॉडल के TX पिन के साथ जोड़ा जाना चाहिए इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमने इस उचित कनेक्शन को सही से कर लिया है आगे मैं ब्लूटूथ के बारे में बात करूंगा हम सभी ने अपने मोबाइल फोन में फ़ोटो या किसी अन्य आंकड़ों को स्थानांतरित करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया होगा मुझे ब्लूटूथ के बारे में संक्षेप में बात करने दें यह मोबाइल फोन कंप्यूटर हेडफ़ोन स्पीकर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कम दूरी के तार रहित संचार के लिए एक स्तर है इन दिनों आपने देखा होगा कि आपके पास वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड है पीसी और यंत्र के बीच संचार ब्लूटूथ संचार के माध्यम से किया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं यह संचार के लिए 24 GHz आवृत्ति का उपयोग करता है और विशिष्ट सीमा 10 मीटर है इसलिए संचार के लिए सीमा बड़ी नहीं है पिछले जीएसएम मॉड्यूल में हम एक सिम मॉड्यूल का उपयोग कर रहे थे जो SMS के माध्यम से आंकड़े भेज रहा था अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप संदेश को किसी भी स्थान किसी भी मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं और सीमा सीमित नहीं है लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि यह केवल 10 मीटर तक सीमित है ब्लूटूथ 20 के लिए विशिष्ट आंकड़ा अंतरण दर 4 Mbps तक है और ब्लूटूथ 30 के लिए यह 24 Mbps है कुछ हालिया संस्करण भी हैं आर्डयूनो अनुकूल ब्लूटूथ मॉड्यूल भी आते हैं और निश्चित रूप से STM अनुकूल भी ब्लूटूथ मॉड्यूल किसी भी बोर्ड के साथ अनुकूल है आपको इसे सही ढंग से जोड़ना होगा और आपको इसका उपयोग करने के लिए सही कमांड का इस्तेमाल करना होगा आइए इस HC 06 ब्लूटूथ मॉड्यूल को देखें यह ब्लूटूथ मॉड्यूल है जिसे हमने अपने प्रयोग में भी उपयोग किया है ठीक है यह मिल गया है यह 5 वोल्ट और ग्राउंड है और यह TX है और यह RX है यह सीरियल डेटा इंटरफ़ेस के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल वर्ग 2 है जिसे मास्टर या दास के रूप में उपयोग किया जा सकता है मूल रूप से ये कुछ तकनीकी विनिर्देश हैं जिनकी मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं जैसे कि 24 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति 33 वोल्ट DC बिजली की आपूर्ति लगभग 3 Mbps की अधिकतम गति स्लीप मोड में डिफ़ॉल्ट बॉड रेट 9600 है तो अगर आप देखें तो यह विशिष्ट आर्डयूनो इंटरफ़ेस है जहां Vcc 5 वोल्ट से जुड़ा है ग्राउंड जुड़ी हुई है TX पिन 2 के साथ जुड़ा हुआ है जो कि RX होगा और RX पिन 3 के साथ जुड़ा हुआ है जो TX था धन्यवाद